अब हमें A1 A2 बनाना है और आपको δcr पता करना है इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप यह देखें कि A PePmax sin है यह काले रंग का ग्राफ B बराबर K1 A है इसका मतलब यह आपका A Pe है और यहां हम A Pe लिख रहे हैं तो यह वास्तव में K1 Pmax sin है बाद में हम देखेंगे कि K1 K2 को कैसे प्राप्त किया जाता है और यह ग्राफ C है यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह बिंदु c है और यह ग्राफ C है और यह ग्राफ C K2 A K2 Pmax sin है इसलिए K2 K1 है क्योंकि यह ग्राफ C का पावर हमेशा इस ग्राफ B से ज्यादा है मेरा मतलब फॉल्ट के बाद वाला वक्र हमेशा इस ग्राफ के ऊपर है इसलिए K2 K1 या K1 K2 और δ δ0 पर Pi Pmax sin 0 है इसलिए यह बिंदु a इस हरे रंग के ग्राफ पर है इसलिए Pi Pmax sin 0 है अब क्षेत्रफल A1 A2 मतलब आप 0 से cr ले क्योंकि यह क्षेत्रफल A1 है आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा यह आपका ग्राफ Pi है इसलिए यह Pi curve 'B' है और B K1 A है यानी K1 Pmax sin 0 है और यह क्षेत्रफल A2 के बराबर है जिसको cr से max तक इंटीग्रेट किया जा रहा है A2 cr max यह वक्र C यह रेखा Pi है इसलिए dδ अर्थात 0 से cr Pi - K1 Pmax sin यह वास्तव में dδ है वक्र C बराबर K2 Pmax sin है इसलिए dδ इसलिए अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं और इस समीकरण में आप Pi Pmax sin रखते हैं तब आपको cos cr 1K1 K2 max 0sin 0 K2cos max K1cos 0 प्राप्त होगा यह समीकरण 55 है जिससे आप cr प्राप्त कर सकते हैं यह समीकरण में नहीं दिखा रहा क्योंकि यह बहुत ही आसान है अब आगे हम एक उदाहरण लेंगे मुझे लगता है मैंने जो भी गणितीय वर्णन किया है वह इस पाठ्यक्रम के लिए काफी है शायद ज्यादा ही है अब हम कुछ अच्छे 2 या 3 प्रश्न को लेंगे तो पहला उदाहरण एक 8 A 50 Hz सिंक्रोनस जेनरेटर जिसकी क्षमता 400 MW है उसे एक बड़े पावर सिस्टम से जोड़ा गया है जिसे यह 80 MW पावर पहुंचा रहा है जब इसके टर्मिनल पर 3 फेज फॉल्ट होता है तब पता करें कि इतने समय में फॉल्ट को क्लियर हो जाना चाहिए यदि अधिकतम पावर एंगल 850 हो मान लीजिए 100 MVA बेस पर H बराबर 7 MJMVA है क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल समीकरण 48 से Pi Pmax sin 0 आप यह सभी चीजें जानते हैं लेकिन मुझे फिर से एक बार सत्यापित करने दे तो Pi Pmax sin 0 समीकरण 48 है इस स्थिति में यह 3 फेज है इसलिए Pi 803 MW होगी और Pmax 4003 MW होगी और sin 0 को हम पता कर सकते हैं तो यहां 0 11540 या 02 प्राप्त होता है और यह दिया हुआ है कि अधिकतम पावर एंगल 850 है तो यह दिया हुआ है इसका मतलब 1m850 यानी 148 रेडियन इस प्रकार समीकरण 49 से cos c cos 1 sin 0लेकिन 1m850 148 रेडियन सब कुछ को रेडियन में रखा गया इसलिए यह cos 148 तथा ब्रैकेट में 1 0 यह भी रेडियन में है फिर sin 02 इस तरह आपको c 122 रेडियन प्राप्त होगा और समीकरण 52 से जिसे आप क्लीयरिंग टाइम कहते हैं इसलिए tc बराबर 2HπfPiयहां H 7 दिया हुआ है इसलिए 2 7और c का मान यहां रखा गया है तो यह आपका c वास्तव में 122 है मैंने गलती से 148 ले लिया है वास्तव में 1 122 है इसलिए tc0377 sec या 377 msec मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे पास केलकुलेटर नहीं मैंने इसे 148 या 122 का उपयोग करके बनाया है यह मुझे पता नहीं है लेकिन सही मान 122 है अगर उत्तर थोड़ा बहुत भिन्न आता हो तो कृपया आप इसे चेक कर ले यह आपका tc0377 sec या 377 msec है यदि यह 148 पर आया हो तो यह गलत है इसलिए मूल रूप से यह 122 होगा मैंने अब इसे सही कर लिया है और इस समीकरण 53 से cos cr π 20sin 0 cos 0 इसलिए cr π 20sin 0 cos 0 आप इन सभी मान को यहां प्रति स्थापित करें तब आपको क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल 115460 या 201 रेडियन प्राप्त होगा इसलिए अगला उदाहरण 9 है मान लीजिए कि एक सिंक्रोनस जेनरेटर को बहुत ही बड़े पावर सिस्टम से जोड़ दिया गया है और यह अपने अधिकतम पावर कैपेसिटी का 045 pu आपूर्ति कर रहा है तथा 3 फेज फॉल्ट हो जाता है और जेनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज फॉल्ट के पहले अपने मान का 25 है लेकिन जब फॉल्ट क्लियर हो जाता है तब जेनरेटर अपने अधिकतम मान का 70 पावर पहुँचाता है आपको क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल पता करना है यहां हमने K1 और K2 लिया है और हम जानते हैं कि K1 फॉल्ट के दौरान Pmax और फॉल्ट के पहले Pmax का अनुपात है और हमने वक्र ABC लिया है इसलिए K1 फॉल्ट के दौरान Pmax और फॉल्ट के पहले Pmax का अनुपात है और K2 Pmax फॉल्ट के बाद Pmax फॉल्ट के पहले और अगर मैं इन सब को यहां लाऊं मतलब यह A फॉल्ट के पहले B फॉल्ट के दौरान और C फॉल्ट के बाद का ग्राफ है इस प्रकार K1 फॉल्ट के दौरान Pmax भागा फॉल्ट के पहले Pmax है और K2 फॉल्ट के बाद Pmax भागा फॉल्ट के पहले Pmax है इस प्रकार समीकरण 55 से हम पूरे समीकरण को लिख रहे हैं आरंभ में जेनरेटर Pmax का 045 pu पूर्ति कर रहा है यह वास्तव में 045Pmax Pmax sin 0 है इसलिए हम कार्यरत बिंदु a के लिए लिख सकते हैं यह 0 है इसलिए Pi 045 Pmax Pmax sin 0 Pmaxसे Pmax खत्म हो जाएगा इसलिए 0 26740 या 0466 रेडियन होगा अब Pmax Vt xd अब जब फॉल्ट होगा तब यह वोल्टेज Vt025 Vt हो जाएगा इस स्थिति में K1 025 होगी क्योंकि अन्य सभी चीजें समान होंगी केवल 025 यहां होगा तो इसका मतलब पावर अपने वास्तविक मान से 25 पर आ जाएगा इस कारण से K1 025 होगा अब फॉल्ट क्लियर होने के बाद K2 070 होगा क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि फॉल्ट क्लियर होने के बाद जेनरेटर अपने वास्तविक अधिकतम मान का 70 पूर्ति कर रहा है इसलिए क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल प्राप्त करें मेरा मतलब अगर आप ग्राफ पर देखें तो यह फॉल्ट के दौरान 025 Pmax था और जब फॉल्ट क्लियर हो चुका है तो यह वास्तव में 07 Pmax है इस ग्राफ से आप यह पता कर सकते हैं कि यह Pmaxहै यह 025 Pmax है और यह 07 Pmaxहै यह नीला ग्राफ 07 Pmaxहै और यह काला ग्राफ 025 Pmaxहै और यह Pmax sin है अगर आप यह सभी डाटा को लेते हैं तब K2 07है इसलिए Pi K2 Pmax sinm1 है यह वास्तव में यह नीला वक्र हैं और यह नीली क्षैतिज रेखा Pi है और यह m1 है इस प्रकार फॉल्ट क्लियर होने के बाद तो यह नीली रेखा है और यह पावर Pe जेनरेटर के द्वारा पहुंचाई जा रही है यह ग्राफ है इसका नीली रेखा के साथ प्रति छेदन बिंदु m1 है इसलिए जब फॉल्ट क्लियर हो जाती है तब K2 07 है इसलिए हमारे पास Pi K2 Pmax sinm1 है sin m1 PiK2 Pmax इसलिए यह आपका ग्राफ C है वास्तव में यह K2 A अर्थात K2 Pmax sinm1 है और K2 07 है इसका मतलब यह बिंदु m1इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है Pi तो हम लिख सकते हैं sinm1 PiK2 Pmax इसलिए sin 045 Pmax07Pmax तो यह वास्तव में 04507आ रहा है और इस स्थिति में m1 400 के बराबर है क्योंकि Pi 045Pmax है और यह दिया हुआ था कि यह 45 है तो यहां हमने Pi 045 Pmax07Pmax 0407 रखा जिस से m1 400 या 0698 रेडियन प्राप्त होता है इसका मतलब δmax π m1 है इसका मतलब यहां से δmax π m1 और हमने m1 का मान 0698 रखा है तो अगर आप इसे यहां रखते हैं तो यह 2443 रेडियन हो जाएगा हम समीकरण 55 पर वापस जाते हैं मैं उस समीकरण को पुनः नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए समीकरण 55 से cr 1K2 K1 फिर 2443 रेडियन जो कि δmax है 0466 जो कि δ0 और इसका sin प्लस 07 cos 2443 यानी K2 cos 2443 माइनस 025 cos 0446 यानी δ0 और अगर आप इसकी गणना करेंगे तो यह 029 के बराबर होगा इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 73140 यानी 1276 रेडियन प्राप्त होगा आप सीधे सीधे इसे यहां रख सकते हैं और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा अब इनमें से सबसे आसान ∆ Y Y ∆ ट्रांसफॉर्मेशन है उम्मीद करता हूं आप इसे समझ चुके होंगे कि क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम को कैसे प्राप्त करते हैं अब अगला उदाहरण एक डबल सर्किट लाइन है चित्र 15 में दिखाए गए सिस्टम का क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल प्राप्त करें बिंदु F पर थ्री फेज फॉल्ट हुई है मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा जेनरेटर आरंभ में 1 pu MW की पूर्ति कर रहा है फॉल्ट होने के पहले यह 1 था अब यह सर्किट कनेक्शन है जेनरेटर का रिएक्टेंस 020 दिया है और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस 005 है यह लाइन रिएक्टेंस 038 है फिर ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस 005 है इसलिए यह सभी रिएक्टेंस क्रमशः 038 005 020 हैं फॉल्ट से पहले लाइन रिएक्टेंस 038 था लेकिन लाइन के बीच में थ्री फेज फॉल्ट हुई है इसलिए आधा भाग इस तरफ और आधा भाग उस तरफ होगा इसलिए इस आधे भाग का रिएक्टेंस j019 और उस भाग का रिएक्टेंस j019 है कि जब फॉल्ट नहीं था तब j 038 था इस तरफ का जेनरेटर वोल्टेज 120 pu है और यह अनंत बस है इसलिए इसका परिमाण 1∟0 है जब फॉल्ट नहीं था तब 0 2 इसमें जुड़ेगा मैं इसे बार बार नहीं रख रहा हूं यह रिएक्टेंस की गणना है फॉल्ट से पहले के लिए वक्र A है XB फॉल्ट के दौरान का रिएक्टेंस है C फॉल्ट के बाद का वक्र है इसलिए A B C को हम इस तरह बनाएंगे इस स्थिति में यह डबल सर्किट लाइन है इसलिए यह दो लाइन समानांतर है इसलिए जब फॉल्ट नहीं है तब यह 038 01 यानी 048 और क्योंकि 048 समानांतर में है इसलिए यह 024 होगा और इस तरफ से 02 और उस तरफ का 02 मिलकर 04 हो जाएंगे इसलिए 04 024 064 pu प्राप्त होगा तो यह फॉल्ट के पहले का कंडीशन है यानी XA 02 0050380052 02 होगा इसलिए यह XA 064 प्राप्त होगा इसलिए ग्राफ A फॉल्ट के पहले का है और वोल्टेज 12 और 1 दिया हुआ है और यह कभी नहीं बदलेंगे इसलिए यह 12 1XA 064 sin होगा इसलिए यह 187 sin हो जाएगा इस हरे रंग वाले ग्राफ को मैं A कह रहा हूं और इसके पावर को PeA लिख रहा हूं इस ग्राफ के लिए δ0 की भी जरूरत है इसी प्रकार δ0 sin 111875 है क्योंकि Pe A Pi स्टेडी स्टेट बिंदु पर फॉल्ट के पहले कार्य कर रही थी इसलिए Pi 1875 sin और δ0रखने पर 0 sin 11 1875जो 32230 या 0562 रेडियन के बराबर है अगला फॉल्ट के दौरान है मान लीजिए दूसरे लाइन के बीच में एक फॉल्ट हुई है इसलिए यह भाग का रिएक्टेंस j019 होगा इसलिए यह दिखाया गया है जेनरेटर का यह रिएक्टेंस j02 समान ही रहेगा इसलिए j005 j038 j005 लेकिन यह भाग j019 j 019 होगा फिर j005 और j02 वास्तव में यह अनंत बस सिस्टम का भाग है मैंने इसे हटा दिया है और यह फॉल्ट के दौरान का सर्किट कनेक्शन है और लाइन के बीच में फॉल्ट हुई है तो एक बार कनेक्शन बना लेने के बाद आप इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि यह ∆ कनेक्शन है आप को इसे Y परिवर्तित करना है तो ∆ Y कनेक्शन आप खुद से बना सकते हैं मैं आप को अंतिम उत्तर दे सकता हूं थोड़ा इंतजार कीजिए यह मूल रूप से ∆ कनेक्शन है मैंने इसे आपके लिए लिख दिया है मान लीजिए यह फॉल्ट बिंदु F है इसलिए यह दोनों यहां 005 और 019 है इसलिए इसको j024 होना चाहिए इस तरफ भी 019 005 j024 होना चाहिए और यह 035 005 005 मिलकर 048देंगे तो इस तरफ j048 होगा और यदि आप इसे Y में परिवर्तित करेंगे तो यह j012 और यह j006 हो जाएगा हमने सिर्फ ∆ से Y में परिवर्तित किया है अगर आप इसे परिवर्तित करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो यह भाग j012 और वह भाग j012 हो जाएगा और यहां से फॉल्ट बिंदु F तक j006 होगा इसलिए इसका मतलब ये भाग j020 है और यह भाग भी j020 है अर्थात यह दोनों श्रृंखला में होंगे इसलिए यह j02 j012 और यह भाग j006 होगा तो यह ∆ Y कन्वर्जन है अगर आप इसे बनाएंगे तो यह अब Y कनेक्शन है क्योंकि यह भाग 032 और यह बिंदु j006 होगा इसलिए यह अब Y कनेक्शन है जिसे फिर से हमें ∆ में बदलना है तो इस तरह अगर आप Y को ∆ में बदलेंगे मैंने गणना नहीं की है क्योंकि यह जेनरेटर अनंत बस से जुड़ा हुआ है और हमें केवल XB की आवश्यकता है यानी फॉल्ट के दौरान केवल इसकी आवश्यकता है इन दोनों की आवश्यकता नहीं है इसलिए इन दोनों की गणना मैंने नहीं की है इसलिए यह Y कनेक्शन को मैं दिखा रहा हूं लेकिन इस आप करेंगे तो यह आपका Y कनेक्शन है यह भाग j032 होगा यह j006 है और इसको ∆ में परिवर्तित करने के बाद यह भाग XB है अगर आप परिवर्तित करेंगे तो यह 02 012 हो जाएगा मान लीजिए कि आप इसे Y से ∆ में परिवर्तित करना चाहते हैं तो यह R1 R2 R1R2R3 हो जाएगा इसलिए इसी तरह मान लीजिए कि यह भाग X1 है तो 02 012 यह भाग X2 इसलिए 012 02 है यह दोनों समान है और इन दोनों का गुणनफल भागा X3 006 है इसलिए अगर आप XB प्राप्त करना चाहेंगे तो यह 23466 pu प्राप्त होगा तो यह आपका ∆ में परिवर्तन था लेकिन यह दोनों शक्ति के स्थानांतरण के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इन दोनों छोरों के वोल्टेज की आवश्यकता है इसलिए केवल इसकी जरूरत है इसके होने के बाद फिर यह वोल्टेज 12 और 1 यह समान रहेंगे इसका मतलब आप का इलेक्ट्रिकल पावर PeB यानी फॉल्ट के दौरान यह 121 23466 sin हो जाएगा यानी XB 23466 है और यह 05113sin है यानी यह ग्राफ 05113sin है अब फॉल्ट के बाद का कंडीशन जब फॉल्ट क्लियर हो चुका है तब यह लाइन पृथक हो चुका है केवल यह लाइन यहां होगी तथा आप को XC पता करना है क्योंकि हमें Pe वक्र C के लिए पता करना है इसलिए यह लाइन को फॉल्ट खत्म होने के बाद पृथक किया गया है इस स्थिति में फॉल्ट लाइन खुली हुई है यह लाइन यहां नहीं है यह खुली हुई है केवल यह लाइन यहां है तो इस स्थिति में XC 02 005 03 005 02 08 pu इसका मतलब वक्र C के लिए यह XC है और PeC 121088 sin 1363 sin है अर्थात यह ग्राफ 1363 sin δ है इन सभी तीन ग्राफ को हमने प्राप्त कर लिया है मेरा मतलब फॉल्ट के पहले फॉल्ट के दौरान तथा फॉल्ट के बाद के ग्राफ को हमने प्राप्त कर लिया है इसलिए K1 यानी फॉल्ट के दौरान Pmax 05113है यह भाग कृपया मुझे देखने दे यह 05113 है और इसे हमने फॉल्ट के पहले 1875 प्राप्त किया है यानी 02727 है और K2 बराबर फॉल्ट के बाद यह 1363 भागा फॉल्ट के पहले यह 1875 इसलिए 0727 अब आप को m1 प्राप्त करना है इसलिए m1 वास्तव में नीले वक्र का है और यह क्षैतिज रेखा से प्रति छेदन बिंदु है तो इस स्थिति में m11363 होगा क्योंकि यह वक्र C है इसलिए 1363 sin m1 इसलिए इस वक्त यह पावर Pi 1 है और δm m1 है इसलिए इस ग्राफ से m1 sin 111363के बराबर होगा जो 47190 या 08 237 रेडियन होगा अब δm δmax π m1 रखने पर δmax 2317 रेडियन या 132750 प्राप्त होगा इन सब को एक बार प्राप्त करने के बाद अब हम समीकरण 55 को फिर से लिखेंगे इस समीकरण को फिर से लिखा गया है अब K1 के मान K2 के मान और δmax तथा δ0 के मान को इस में रखने पर आप को δcr प्राप्त होगा फिर इन सभी मान को रेडियन में यहां प्रति स्थापित करते हैं इसका मतलब cos cr 046363 हो जाएगा अर्थात δcr 622o हो जाएगा तो परिणाम का यहां सारंस दिया गया है δ0 हमने 32230 प्राप्त किया m1 47190 और δcr 622o प्राप्त किया है तथा δm δmax 13270 प्राप्त किया है अब एक और उदाहरण हमने दिया है यह एक छोटा उदाहरण है मान लीजिए एक सिंक्रोनस मोटर अनंत बस के पावर का 35 ग्रहण कर रही है अगर लोड को दुगना किया जाता है तब लोड एंगल का अधिकतम मान प्राप्त करें इसलिए चित्र 7 से अगर आप वापस जाकर इस चित्र को देखें तो यह मेरा चित्र 7 है यह Pe0 Pi0 है और यह Pmax sin है यह चित्र 7 से Pi0 पावर का 35 है इसलिए Pi0 035 Pmax इसलिए Pi0 035 Pmax यानी δ0 sin 1Pi0Pmax यानी 0357 रेडियन अब इस को दोगुना कर दिया गया इसलिए Pi 2 035 Pmax यानी 07 Pmax इसलिए लोड एंगल का अधिकतम मान के लिए आप को δ1 की गणना करनी है इसलिए δ1 sin 1PiPmax यानी sin 1 07 तो यह 0775 रेडियन हो जाएगा अब चित्र 7 में δ2 रोटर घूमने के दौरान का अधिकतम लोड एंगल है इसलिए इस चित्र 7 में δ2 अधिकतम रोटर एंगल है इसलिए समीकरण 46 का उपयोग करने पर यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं δ2 δ0 sin 1cos 2 cos 0 यहां पर केवल δ2 ज्ञात हैं तो सभी के मान को यहां रखने पर δ2 δ0 0357 sin1 07 प्लस cos 2 cos 0 δ0 0357 रेडियन है इसका मतलब δ2 का अधिकतम मान 720 या 125 रेडियन है इसलिए यह पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का अंतिम उदाहरण था मैंने यहां कुछ लिखा है तो यहां से हम भी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंक्रोनस जेनरेटर का ट्रांजियंट स्टेबिलिटी और फॉल्ट कंडीशन रोटर स्विंग और क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम पर निर्भर करती है जिनको मशीन के इंर्शिया और डायरेक्ट एक्सिस ट्रांजियंट रिएक्टेंस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है सिस्टम की स्टेबिलिटी को टरबाइन के वाल्व फास्ट फॉल्ट क्लीयरिंग टाइम उचित उत्तेजित सिस्टम द्वारा और FACTS यंत्र यानी फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम को नियंत्रित करके बढ़ाया जा सकता है तो हमने अब तक पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अध्ययन में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी जो कि वास्तव में लोड में निरंतर वृद्धि होने के कारण होता है जिसमें हमने सिंक्रोनीजम को बिना लूज किए अधिकतम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को प्राप्त किया फिर थोड़ा बहुत हमने डायनेमिक या स्मॉल सिगनल स्टेबिलिटी जो कि सिस्टम में छोटे डिस्टरबेंस के कारण होता है और अंत में एकल मशीन अनंत बस सिस्टम के लिए ट्रांजियंट स्टेबिलिटी जो कि बड़े डिस्टरबेंस के कारण होता है और इस क्रम में अन्य अनंत बस को परिभाषित किया था जिसके माध्यम से हमने क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम को प्राप्त किया इसलिए यह अब अंतिम कक्षा है तो इस अध्याय को समाप्त करने से पहले कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि यह अंतिम है हमने शुरुआत में पावर सिस्टम के संरचना और उसके विभिन्न पहलु को जाना था और उसके बाद हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पर आए थे और दिए हुए समय के अंदर हमने 9 या 10 अध्याय को पूरा करने का प्रयास किया पावर सिस्टम में और भी बहुत अध्याय हैं सभी सिद्धांत और गणितीय वर्णन को अच्छे उदाहरण के द्वारा समझा गया और खासकर आपने पुनरावृति तकनीक को सीखा जिसमें लोड फ्लो और थोड़ा बहुत ऑप्टिमल सिस्टम ऑपरेशन यानी इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच को सीखा जिसे कक्षा में हल करना संभव नहीं है लेकिन कम से कम आप 1 या 2 इटरेशन कर सकते हैं और मैंने 1 2 या 3 इटरेशन कर के दिखाया भी था न्यूटन रैपसन लोड फ्लो तथा गौस सिडेल भी हमने पढ़ा तथा इनके हल करने की विधि को देखा इन्हें हल करने के लिए मूल रूप से कोडिंग की आवश्यकता है लेकिन कक्षा या परीक्षा के संदर्भ में आपको एक या दो इटरेशन करना तो इसके साथ आप की प्रतिपुष्टि मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई त्रुटि पाए खास करके गणना में तो मुझे जरूर बताएं इससे व्याख्यान में आने से पहले में सभी गणना को केलकुलेटर की सहायता से चेक कर रहा था इसलिए अगर मैं कोई गलती करता हूं या आप कोई त्रुटि गणना में पाते हैं तो कृपया मुझे मेल करें ताकि मैं उन न्यूमेरिकल को सही कर सकूं मेरा जोड़ Z बस एल्गोरिथ्म पर है और थोड़ा बहुत यह थेभनींन इक्विवेलेंट पर भी है